मानव संसाधन प्रबंधन की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है मेरा नाम आराधना मलिक है मैं आपको यह पाठ्यक्रम सिखा रही हूं आज हम रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में अधिक बात करेंगे हमने इस बारे में पिछली कक्षा में बात की थी आज हम रणनीतिक एचआरएम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे विशेष रूप से हम रणनीतिक एचआरएम के एक और मॉडल को कवर करेंगे जो मुझे बहुत उपयोगी लगा और फिर हम भविष्य में रणनीतिक प्रबंधन के लिए निहितार्थ पर आगे बढ़ेंगे l सामरिक प्रबंधन एक विकसित अनुशासन है और मुझे लगता है सभी मानव संसाधन प्रबंधकों को पता होना चाहिए कि यह कैसे आकार देने वाला है भविष्य में इसके आकार की संभावना कैसी है तो हम हमेशा की तरह इसके साथ चले यह पत्र स्वार्ट और किनी द्वारा है इसे पुनर्विचार सीमाएँ मानव नेटवर्क वर्ल्ड में संसाधन प्रबंधन कहते हैं और दूसरा शोध पत्र जिसे मैंने संदर्भित किया है जियांग टेकूची और लेपाक द्वारा है और यह एक बहुत दिलचस्प पत्र है नए दृष्टिकोण के बारे में ब्लैक बॉक्स पर रणनीतिक मानव में संसाधन प्रबंधन अनुसंधान तो यह बात करता है यह एक एकीकृत मॉडल के साथ शुरू होता है रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन जो मैं आपके साथ साझाकरूंगी और यह मॉडल मॉडल का प्रजनन है मैंने इसे इसी व्याख्यान में स्वयं बनाने की कोशिश की है तो यह एक मूल पत्र है पूरा संदर्भ यहां है तो अगर आप इस पर पकड़ प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में मुझे लगता है यह पढ़ने लायक है बहुत अच्छा है रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन का बहुस्तरीय मॉडल यह वही मॉडल है जो है जियांग टेकुची और लेपाक द्वारा पत्र में संदर्भित है और यह एक बहुत ही दिलचस्प पत्र है विभिन्न स्तरों पर रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन कैसे विकसित होता है कर्मचारी के स्तर पर कथित एचआर सिस्टम जो यहाँ पर यह छोटा सा बॉक्स है आप यह जानते हैं यह व्यक्तिगत ज्ञान कौशल योग्यता और अन्य विशेषताएँ देता है KSAO का तात्पर्य ज्ञान कौशल योग्यता और अन्य विशेषताओं Knowledge Skills Abilities and Other characteristics से है यह उस प्रेरणा को भी पालता है जिससे व्यक्तियों को प्रदर्शन करना पड़ता है और जिस अवसर पर व्यक्तियों को प्रदर्शन करना होता है कर्मचारियों को कैसे पता चलता है कि मानव संसाधन प्रणाली यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी इन प्रणालियों का उपयोग कैसे करते हैं तुम्हें पता है अगर वह इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इसका उपयोग कैसे करेंगे और यह उनकी प्रेरणा में भी जोड़ता है कुछ प्रेरणा है उनमें उपलब्ध है परंतु इसके बारे में नहीं जानते हैं या उन्हें ऐसा नहीं लगता कि यह बहुत सरल है उन्हें लगता है कि यह उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिल सकती उन्हें कैसे पता चलेगा कि वह इसे खुद ही पा सकते हैं और मैं इस विशेष अवसर का उदाहरण लूंगी जो हमारे यहां है मैं आपको एनपीटीईएल कार्यक्रम के माध्यम से पढ़ा रही हूं इस बड़े पैमाने के माध्यम से ऑनलाइन खलें कोर्सवेयर मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित और राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से विकसित किया गया "प्रौद्योगिकी वर्धित शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम" National Program on Technology Enhanced LearningNPTEL l इसलिए इस अवसर को हम सभी के साथ एक समान रूप से सभी IIT फैकल्टी के साथ साझा किया गया और हम में से सभी को पता चला कि ऐसा अवसर मौजूद था और हम सभी को जो हमने पढ़ाया है वह पाठ्यक्रम ऑनलाइन विकसित करने के लिए समान अवसर दिया गया l हम में से कुछ ने फैसला किया इस अवसर को लेने के लिए अन्य इंतजार कर रहे थे देखें यह कैसे विकसित होगा और फिर उन्होंने पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव करने का फैसला किया फिर भी दूसरों ने फैसला किया इस अवसर के लिए नहीं जाना है अभी भी हम में से कुछ थे जिन्होंने उस ई मेल को याद किया अब आईआईटी ने अपनी क्षमता में सब कुछ किया इस जानकारी को किसी के साथ साझा करने के लिए जो कर सकता था इसे विकसित करें या जो इस अवसर का उपयोग कर सकते हैं अपने कौशल को विकसित करने के लिए क्योंकि हम भी थोड़ा सीखो यहाँ बैठे एक कैमरे के सामने बैठे तुमसे बात कर रहे हैं मैं सीखने को समाप्त करता हूं विषय के बारे में काफी कुछ आप वहाँ नहीं हैं इसलिए मैं वास्तव में चीजों को संशोधित नहीं कर सकता मैं आगे पीछे नहीं जा सकता मैं जो कह रहा हूं उसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूं और मुझे आपको पढ़ाने के लिए तैयार होना है l तो इसी तरह कोई भी जो इस अवसर का उपयोग करना चाहता है पहले इसके बारे में जानना होगा दो उसे विश्वास रखना होगा कि यह काम करेगा और तीन इसके साथ सहज होना होगा यह आसान नहीं है एक कैमरे के सामने बैठे और एक खाली कक्षा से बात कर रहे थे और आप जानते हैं इस बिंदु पर मैं कैमरे के लोगों से अनुरोध करूंगा कि कृपया बाकी वर्ग पर ध्यान दें और दिखाएं प्रतिभागियों हम यहाँ क्या कर रहे हैं बस उन्हें देने के लिए एक भावना मुझे नहीं पता अगर वे मेरी बात सुन रहे है लेकिन यह अच्छा होगा अगर वे छात्रों को दिखा सकते हैं कि मैं किससे बात कर रहा हूं यह कमरा कैसे दिखता है और मैं यह विशेष रूप से कर रहा हूं ताकि आपको यह समझने में मदद मिल सके कि अवसर कैसे दिखता है मुझे लगता है वे ध्यान नहीं दे रहे हैं वैसे भी मेरे सामने खाली कुर्सियाँ हैं इसलिए आप जानते हैं अभी भी हमारे कुछ सहकर्मी हैं जो शायद इस ई मेल से चूक गए हैं जिन्होंने अभी तक हमसे बात नहीं की है और जो नहीं जानते हैं कि इस तरह का अवसर मौजूद है मुझे लगता है उन्होंने मुझे सुना हाँ वे अब ज़ूम इन कर रहे हैं देखें मैं बात कर रहा हूँ एक खाली कक्षा के लिए मैं खुद देख सकता हूं लेकिन यहां कोई नहीं है और लेकिन जब आप सुनते हैं मेरे लिए यह ऐसा है मैं तुमसे बात कर रहा हूं और यह बहुत अभ्यास के साथ आया है मैंने कैमरा में देखना सीख लिया है एक बड़ी स्क्रीन है मेरे सामने है आप वापस ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो यह वही है जो मैं यहां कर रहा हूं अब आप समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और मैं इस कैमरे के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं यह लगभग है मैं अपने सिर में कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी इन कुर्सियों पर बैठे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूं आमने सामने I यह एक अवसर है जिसे उपलब्ध कराया गया है हम सभी के लिए एक समान रूपसे l अब आप जानते हैं अभी भी हमारे कुछ सहयोगी हैं जो कहते हैं पता नहीं कि यह अवसर मौजूद है एक क्योंकि उन्होंने ई मेल नहीं पढ़ा है कुछ के लिए कारण इसने उनका ध्यान आकर्षित किया है दो क्योंकि आप जानते हैं वे वास्तव में या यह नहीं है शायद उनके जंक फ़ोल्डर में चला गया या भी क्योंकि उनके पास किसी को बोलने का मौका नहीं है जो वास्तव में यहां बैठे हैं और यह व्याख्यान देने मुझे यह भी पता चला इसके बारे में शुरू में एनपीटीईएल कार्यक्रम के माध्यम से मेरे कुछ सहकर्मी जिन्होंने इसमें दाखिला लिया मैं छुट्टी पर था ई मेल आया यह किसी तरह मुझसे छूट गया और समय सीमा के दौरान आवेदन नहीं कर सका तो वह है मैं कह रहा हूँ जब हम प्रदर्शन करने के लिए व्यक्तिगत अवसर के बारे में बात करते हैं तो वह कर्मचारी कथित मानव संसाधन प्रणालियों के बारे में होता है यह अवसर यहाँ पर एक विकास का अवसर है जिसे IIT प्रणाली द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा एक शिक्षक के रूप में आपकी प्रेरणा को बढ़ाता है यह जानकर कि वहाँ मेरे लिए शिक्षण में विशेष रूप से इस पाठ्यक्रम को अपने कौशल को विकसित करने का अवसर है इसी तरह अपनी खुद के कार्य में आपके पास कुछ होगा जो आपको प्रेरित करता है आपको इसके बारे में जानना होगा आपको इससे परिचित होना होगा आपको इसे समझना होगा और आपके पास ज्ञान कौशल योग्यता और अन्य विशेषताएं होनी चाहिए मेरा मतलब है मुझे यहाँ बैठने के लिए और आपसे बात करने के लिए एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जानना आवश्यक है मुझे जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए मुझे विषय के बारे में उत्साहित होना है होगा मुझे पता होना चाहिए कि संवाद कैसे करना है मुझे पता होना चाहिए कि विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वालों के साथ कैसे संबोधन करना है तभी मैं यहाँ बैठकर बात करने के योग्य और सक्षम बनूंगी और इसके बाद ही मेरे जेष्ठ सहकर्मी सीनियर्स इस बारे में आश्वस्त होंगे और केवल तभी मुझे यहां अपने कौशल को विकसित करने का अवसर दिया जाएगा l तो यहाँ पर इस छोटे से बॉक्स का यह मतलब हैl और वह कर्मचारी के परिणामों की ओर जाता है तो यह मध्यस्थता की प्रक्रिया है उसके बाद सामूहिक मानव पूंजी राज्यों और समूह की भागीदारी को सम्भालती है अब मैं इसे जारी रखूंगी क्योंकि यह कुछ ऐसी बात है जो मै अच्छेसे जानती हूँ lमुझे खेद है यदि आप में से बहुत से लोग इसका संबंध नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन यह वह कुछ है जो मैं वास्तव में सबसे अच्छा जानता हूं विभिन्न आईआईटी के संकाय सदस्यों की एक समूह एक साथ आई है और विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला विकसित की है हमने शुरुआत में सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ शुरुआत की फिर हमने प्रमाणपत्र कार्यक्रमों की पेशकश के साथ शुरुआत की जिसका अर्थ है हमें न केवल एक व्याख्यान देना है और इसे दुनिया पर छोड़ना है कि वह इसका विवेचन करें या ना करें हम जो भी कर रहे हैं उसके लिए हमें जवाबदेह होना होगा यह फोरम इसी के बारे में है आप मुझसे सवाल पूछें बार मुझसे गलती हो गई मैने एक गलती की और मुझे वापस जाना है और कहना है मुझे खेद है मैंने ऐसा किया है लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि हम जो भी कह रहे हैं यह हमें स्पष्ट करने में मदद करता हैl यह हमारी मदद करता है यह आप के लिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ाता है जो हमारी प्रेरणा को पालता है और मानव पूंजी विकसित हुई है IIT के शिक्षक अब कक्षा में सिर्फ शिक्षक नहीं हैं हम उससे आगे बढ़कर क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ चले गए है और हम आपको यह सारी जानकारी दे रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि हम संसाधनों जैसे शोध पत्र संस्थान के डेटाबेस के माध्यम से पाठ्यक्रम विकसित कर रहे हैं और किसी भी स्थानीय कॉलेज में बैठकर मैं शायद इस तक पहुंच नहीं सकती थी मेरे पास पहुंच है इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से आपको यह दे रही हूं और इसलिए हम एक साथ हैं संसाधन के इस आधार का निर्माण कर रहे हैं आप जानते हैं और यह समूह की प्रेरणा अवस्था बढ़ाता है मैं एक और संकाय सदस्य से बात करती हूं जो वही कर रहे है जो मैं यहां कर रहीं हूं वह भी वहां बैठकर दूसरा विषय पढ़ा रहे हैं हमारे पास साझा करने के लिए बहुत कुछ हैं हम एक दूसरे से सीखते हैं हम अपने वरिष्ठों से जैसे आईआईटी मद्रास या आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली से प्रतिक्रिया प्राप्त करते रहते हैं और उस प्रतिक्रिया के आधार पर हम अपने कौशल में सुधार करते हैं उदाहरण के लिए प्रारंभिक व्याख्यान इसमें कार्यक्रम एक घंटे का है हमें प्रतिक्रिया मिली कि एक घंटे लोगों के लिए ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल है इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए लोगों के लिए एक घंटा बहुत मुश्किल है तो आप कृपया अपने व्याख्यान में आधे घंटे तक की कटौती करें अब यह समूह मानव पूंजी का विकास है और जानना और जब आप सभी मंच पर लिखते हैं कि आपने इस कोर्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है मेरा मतलब है इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और यह मैंने अपने सहयोगियों के साथ साझा किया और वे कहते हैं आपने क्या किया और मैंने कहा मैंने अपने दमपर कुछ सवालों के जवाब दिए बाकी काम मेरे साथियों ने किया महान हम भी करते हैं उन्होंने कहा तो आप इसे जानते हैं और आप लोग व्यक्तिगत हो जाते हो आप में से कुछ हैं इसलिए आप जानते हैं आप हमसे जुड़े हुए हैं आप पूछते हैं जैसे कि मुझे खांसी है एक सत्र के बीच मेंआप छात्रों में से किसी एक ने मैं उस महिला का नाम भूल जाती हूं लेकिन उसने पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रही थी आप कितने अच्छे हो क्योंकि तब से हममें संबंध हैं जिन्हें हम पहले कभी नहीं मिले एक शिक्षक के रूप में यही मेरी प्रेरणा को बढ़ाता है मैं आपको जानती नहीं फिर भी आप से जुड़ा हुआ महसूस करती हूं और जब मैं इसे बाकी समूह के साथ साझा करती हूं तो हम सभी इसके बारे में खुशी महसूस करते हैं समूह की भागीदारी रिकॉर्डिंग ऑफिस में बैठे क्रू को ध्यान नहीं देना पड़ता है लेकिन जिस मिनट मैंने कहा मुझे ज़ूम आउट करने आकार बढ़ाने की आवश्यकता है उन्होंने आकार बढ़ाया और जो चल रहा था वह आपको दिखाया तो पाठ्यक्रमों की श्रृंखला को विकसित करने में पूरी समूह शामिल है केवल कल्पना कीजिए जिस इमारत में मैं बैठी हूं उसमें कितनी सकारात्मक ऊर्जा फैल रही है एनपीटीईएल के इस पूरे कार्यक्रम में इसी तरह की कितनी और इमारतों में भी हम आईआईटी में शिक्षक हैं लेकिन अब हम भी क्लाउड कंप्यूटिंग के शिक्षक हैं ऑनलाइन कुछ सीखने में आपकी रुचि के लिए धन्यवाद तो यह ऐसे रच बस जाता है प्रदर्शन करने का अवसर हमारे पास जो प्रेरणा थी हमारे पास जो ज्ञान कौशल और क्षमताएं थीं वे मानव पूंजी में रच बस गया और जो समूह की परिणामों की ओर जाता है एक कर्मचारी के रूप में मेरा व्यक्तिगत परिणाम इस पाठ्यक्रम का विकास है पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला का विकास दल का परिणाम है प्रारंभ में यह सिर्फ व्यक्तिगत पाठ्यक्रम था अभी समूह का परिणाम प्रमाणन पाठ्यक्रम में प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित हुआ है हम आपको केवल वीडियो पाठ्यक्रम ही नहीं दे रहे हैं हम आपको प्रदर्शन के लिए प्रमाणपत्र भी दे रहे हैं मैंने प्रमाणपत्रों का उन्नयन देखा है तो यह बहुत अच्छा है आपको आईआईटी का एक प्रमाणपत्र मिलेगा आप अपने घर के आराम से बैठे हैं चीजें कर रहे हैं जब आप कर सकते हैं और यदि आप पर्याप्त रूप से प्रतिबद्ध हैं यदि आप पर्याप्त सीख रहे हैं यदि आप पर्याप्त रूप से ईमानदार हैं तो आपको एक प्रमाणपत्र मिलेगा जो कहता है कि आप उड़ते हुए रंगों के साथ गुजरे हैं शायद आपका कॉलेज इसका मूल्य समझेगा हम किसी पर दबाव नहीं बना रहे हैं लेकिन हो सकता है कोई इसे पहचान ले हो सकता है यह आपकी अपने कैरियर में आगे बढ़ने में मदद करें तो यह बहुत अच्छा है यही समूह का नतीजा है अब यह समूह स्तर की मानव संसाधन प्रणाली है जो इसमें डाल रहे है मानव संसाधन प्रणाली इसे सुविधाजनक बनाती है वे कथित एचआर सिस्टम में भी फीड करते हैं इस पूरी बात को शुरू करने और आगे ले जाने में कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाएँ शामिल हैं तो आप जानते हैं समय का उपयोग किया जा रहा है इसमें पैसा शामिल है अन्य संसाधन हैं हमें पुस्तकालयों के माध्यम से इन डेटाबेस तक पहुंच प्राप्त करनी होगी तो आपको यह ज्ञान की टोकरी देने के लिए पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं यह समूह के परिणामों को बढ़ाती है अंततः संगठनात्मक परिणामों में बढ़ाती है मैं अभी बताऊंगा आपको केसे यह मानव पूंजी समूह जिसमें रुचि लेने वाले शामिल हैं जो ऐसा करने के लिए स्वेच्छा से विभिन्न आईआईटी में बैठे हैं शब्द फैल रहे हैं हमारे कुछ सहयोगी प्रेरित हो रहे हैं मुझे नहीं पता अगर यह है होने वाला है लेकिन मैं एक बिंदु पर विचार कर सकता हूं हो सकता है कभी भविष्य में जहां हम अंत कर सकें लेकिन मुझे पता नहीं है अगर यह होने वाला है अस्वीकरण और इस पर मैं आधिकारिक नहीं हूं कृपया आईआईटी मद्रास से जांच लें कि क्या वास्तव में ऐसा होने जा रहा है लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर भविष्य में आप आराम से घर बैठकर सुनते हुए एक डिग्री प्राप्त करेl तो यह संगठनात्मक मानव पूंजी है भविष्य में कभी कुछ संगठन की संभावना हो सकती है शायद आईआईटी नहीं जो कि यह कर रहा है कोई और संगठन हो सकता है कुछ लोग इसे पहले से ही कर रहे हैं आपको पता है आप इस पाठ्यक्रम में खुद को भर्ती करा सकते हैं और यदि आप इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो आप औपचारिक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं जिसे कोई पहचान सके मुझे नहीं पता अगर ऐसा होने वाला है लेकिन अगर ऐसा होता है तुम मुझे आश्चर्य नहीं होगा फिर यह संगठनात्मक मानव पूंजी का निर्माण करने वाला होगा संगठनात्मक प्रेरणा अवस्था जब हम देखते हैं इतने सारे लोग इतने दूर दराज के इलाकों में बैठ के हमारे साथ संवाद कर रहे हैं मुझे पता चला है दोस्तों के माध्यम से जिनके मददगार जिनके दोस्त जिन्हें आप जानते हैं मेरी भतीजी और भतीजे जिनके सहपाठियों ने इस कोर्स के लिए दाखिला लिया है मेरा मतलब हैइन पाठ्यक्रमों की पहुंच देखना आश्चर्यजनक है न केवल यह पाठ्यक्रम बल्कि अन्य इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम विशेष रूप से उदाहरण के लिए पहुंच अपार है और यह एक संगठन के रूप में हमारे मनोबल को बढ़ाता है इससे पता चलता है इतने लोगों ने नामांकन किया है और हम पूरे समुदाय के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं IIT खड़गपुर का लक्ष्य राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित है हम राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं और जब आप सभी इन पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित होते हैं यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है आप जानते हैं यह हमें खुद को याद दिलाने में मदद करता है कि हम कुछ सही कर रहे हैं तो यह संगठनात्मक प्रेरणा अवस्था की वृद्धि है क्योंकि लोग इसमें शामिल हैं वे अपना काम कर रहे हैं उनमें से कुछ अपना काम कर रहे हैं हमें सोचना चाहिए कि हम हमारा काम ठीक से कर रहे हैं और वह है और संगठनात्मक भागीदारी प्रतिक्रिया जो कि हमें आपसे मिलती है आप हमसे कहते हैं कुछ करने के लिए हम इसे लागू करते हैं आप सभीइन पाठ्यक्रमों में पंजीकरण करें इसलिए कई लोगों ने इन पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण कराया है यह एक बड़ा बढ़ावा है इसको और सुविधाजनक बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए हर किसी को इसमें शामिल होना होगा यहां पर 24 घंटे सातों दिन पूरी तकनीकी समूह सम्मिलित है यह व्याख्यान की रिकॉर्डिंग प्रक्रिया है किसी को बातें लिखनी हैं किसी को उन्हें अपलोड करना है किसी को तकनीकी पृष्ठभूमि का काम करना है तो हर कोई शामिल है तो यह यहाँ पर यह बॉक्स है और ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं संगठन इन्हें सुविधा देता है संगठन संगठनात्मक स्तर के एचआर सिस्टम एवं समूह स्तर एचआर सिस्टम को सुगम बनाता है जो बदले में कर्मचारी को एचआर सिस्टम की सुविधा देता है समूह स्तर एचआर सिस्टम ने हमें सूचित किया है कि हमें क्या करना है संगठन ने एक व्यवस्था लागू की है इसके बारे में विभिन्न टीमों को बताया गया और टीमों ने व्यक्तियों से संपर्क किया और उन्हें पता चला अब मैं एक व्यक्ति के रूप में जानती हूं कि यह है वहाँ और जो मेरी समूह ने मुझे बताया मैंने उस पर भरोसा किया है औरजो कुछ भी मैंने इस पाठ्यक्रम में ठीक किया है कर रही हूँ इसने मेरी मदद की है और यह इस तरह आप लोगों को मिल रहा हैं तो यह सभी चीजें आपस में जुड़ी हैं एचआर सिस्टम एक शीर्ष पाद उपागम दृष्टिकोण है मुझे नहीं पता अगर यह संभवतः आपकी स्क्रीन में आ रहा है यह एक शीर्ष पाद दृष्टिकोण है जहां संगठनात्मक प्रणालियों को पहले स्थान पर रखा गया है और फिर जानकारी समूह के स्तर के एचआर सिस्टम तक नीचे पहुंच जाती है और फिर अंततः कर्मचारी स्तर और फिर जब परिणामों के लिए समय आता है आप जानते हैं यह है मध्यस्थता प्रक्रिया विभिन्न चरणों में मानव पूंजी का सृजन और बदले में एक नीचे से ऊपर बॉटम अप की प्रक्रिया बन जाती है कर्मचारी परिणाम देता है फिर समूह परिणामों में सृजित करता है मैं जो पैदा करता हूं या अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग जो पैदा करते हैं वह इकट्ठा होता है और वह एक समूह परिणाम और अंततः एक संगठनात्मक परिणाम बन जाता है विभिन्न टीमों का उत्पादन एकत्र किया जाता है और संगठनात्मक परिणाम में सृजित करते हैं और इस तरह मानव संसाधन विकसित होते हैं मैंने आपको वह उदाहरण दिया है जो मैं सबसे अच्छा जानती हूं मुझे यकीन है आप सभी अपने स्वयं के समान उदाहरणों के साथ आ सकते हैं तो यह कुछ है कि आप सभी को सोचना चाहिए अपने साथियों के साथ इस पर चर्चा करें यह बहुस्तरीय रणनीतिक HRM है हम भविष्य के साथ खुद को संरेखित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम ज्ञान को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं जिनके पास अच्छी गुणवत्ता ज्ञान और जानकारी की पहुंच नहीं है और यह इस पूरे कार्यक्रम दृष्टिकोण है इसलिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम इसके लिए काम कर रहे हैं और लोगों को इसमें शामिल करते हैं विभिन्न स्तर पर उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं ऐसा करना हमें भी मदद करता है सामरिक एचआरएम भविष्य के लिए निहितार्थ मुझे लगता है मैं यहां रुकने जा रही हूं और शायद यह एक छोटा व्याख्यान होगा लेकिन हो सकता है मैं सिर्फ आधे घंटे की एक और क्लिप जोड़ूंगा केवल नेटवर्किंग के लिए इसलिए मैं एक ब्रेक के बाद जारी रखूंगी लेकिन वह एक अलग क्लिप होगी धन्यवाद